स्वागत छात्रों मैं आईआईटी रुड़की के प्रबंधन अध्ययन विभाग से डॉ एके शर्मा हूं मेरी रुचि का क्षेत्र वित्त और लेखांकन है और इस बार मैं पाठ्यक्रम प्रबंधन और लेखांकन की पेशकश कर रहा हूं प्रबंधन लेखांकन हम इस पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से सब चर्चा करेंगे जैसे कि लेखांकन की विभिन्न तकनीकों के बारे में जो प्रबंधकीय उपयोग के लिए संगठनों जैसे व्यापारिक संगठनों में प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए उपयोगी हैं और मैं कहना चाहूँगा कि तीन अलग अलग प्रकार के लेखांकन के बीच सभी संशय और अंतर को स्पष्ट कर लीजिए जो कि वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन है जब हम लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे पास वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन है और हमारे पास प्रबंधन लेखांकन है ठीक है तो अगर हमारे पास वित्तीय लेखांकन है तो लागत लेखांकन की क्या आवश्यकता है यदि हमारे पास लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन है तो प्रबंधन लेखांकन की क्या आवश्यकता है तो ये लेखांकन के तीन विषय क्यों हैं या वे समय के साथ उभरे हैं इसका क्या उपयोग था क्या आवश्यकता थी लेखांकन के तीन अलग अलग सेटस या लेखांकन के पाठ्यक्रम या लेखांकन के क्षेत्रों या लेखांकन के विषयों को विकसित करने के पीछे क्या समझ थी इसकी हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं और हम स्पष्ट करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने एक पाठ्यक्रम पेश किया है जो वित्तीय विश्लेषण और रिपोर्टिंग है ऐसा पहले कहा जाता था कि यह वित्तीय लेखांकन पर आधारित था यदि आपके पास वित्तीय लेखांकन का मूल विचार है या यदि आप लागत लेखांकन के बारे में कुछ जानते हैं या अगर लागत लेखांकन भी नहीं लेकिन यदि आपके पास वित्तीय लेखांकन के कुछ बुनियादी विचार हैं या आपने कुछ समय पहले वित्तीय लेखांकन का अध्ययन किया है तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह समझना बहुत आसान होगा कि प्रबंधन लेखांकन क्या है और आप यह भी स्पष्ट और अंतर करने में सक्षम होंगे कि वित्तीय लेखांकन क्या है और प्रबंधन लेखांकन क्या है और प्रबंधन लेखांकन की आवश्यकता क्यों है प्रबंधन लेखांकन में शामिल मुद्दे क्या हैं क्या प्रबंधकीय समस्याएं हम प्रबंधन लेखांकन की सहायता से हल कर सकते हैं प्रबंधन लेखांकन कैसे समय की अवधि में विकसित हुआ है और प्रबंधन लेखांकन कहे जाने वाले विषयों का अध्ययन करने वाली विभिन्न तकनीकें क्या हैं ठीक तो यहाँ हम अगले तीस घंटे के लिए चर्चा करेंगे यह कोर्स तीस घंटे का है और हमारे पास आधा आधा घंटे के 60 व्याख्यान होंगे इसलिए मैं प्रबंधन लेखांकन के लगभग और हर पहलू को लेने की कोशिश करुंगा और कुछ समस्याओं और केस मामलों की मदद से इसे दिलचस्प बनाऊंगा हम इन्हें यहां हल करेंगे और चर्चा करेंगे हम प्रबंधन लेखांकन के विभिन्न विषयों के संबंध में वैचारिक चीजों के बारे में बात करेंगे हम प्रबंधकीय निर्णय में उन विभिन्न तकनीकों और प्रबंधन लेखांकन की अवधारणाओं को मात्रात्मक और गुणात्मक तरह से कैसे उपयोग कर सकते हैं और अंत में कहां यह विषय या सीखने का क्षेत्र हमें हमारे संगठनों या हमारी फर्मों को ले जाता है और यह कैसे उपयोगी है ठीक है इसलिए जब हम लेखांकन की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा मुझे विश्वास है कि आपके पास यह आधार भूत ज्ञान अवश्य होगा कि वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन लेखांकन की तीन शाखाएँ हैं तो लेखांकन की तीन अलग अलग शाखाओं की आवश्यकता क्यों है और उद्देश्य क्या है और ये तीनशाखाएं कौन सा अलग अलग उद्देश्य पूरा करती है हमारे पास सबसे पहले वित्तीय लेखांकन हैं फिर हमने लागत लेखांकन विकसित किया फिर हमने प्रबंधन लेखांकन विकसित किया इसलिए यह समय समय पर चरणबद्ध तरीके से हुआ है यह सब एक चरणबद्ध तरीके से हुआ हैव्यापार की दुनिया की आवश्यकताओं पर निर्भर करता हुआ क्योंकि व्यवसाय जटिल हो गया है या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है या निर्णय लेना या व्यापार के अन्य प्रकार के मुद्दे जब बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्वीकरण के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के कारण जब फर्में एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में घरेलू अर्थव्यवस्था से मेजबान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर रही थीं तब व्यवसाय की जटिलता बढ़ गई तब उनके बहुत से मुद्दे थे जैसे की विभिन्न चुनौतियाँ विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न बाजार विभिन्न लोग विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न समस्याओं ओर विभिन्न मुद्दे उनका समाधान कैसे करें उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें और यहां तक कि हमें यह भी पता लगाना होगा कि आने वाले समय में बाजार की क्या उम्मीदें हैं बाजार जिसमें कंपनी या कंपनियां चल रही हैं कैसे व्यवहार करने वाला है उन बाजारों का व्यवहार कैसा होगा वे ग्राहक कैसे व्यवहार करने वाले हैं सेवा और किसी एक उत्पाद के संबंध में मांग कैसे होगी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए कैसे जाएं इसी तरह इन्वेंट्री क्रेडेंशियल्स दुनिया भर में विविध बाजारों में फैले ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों की सेवा आपूर्ति जैसे अलग अलग पहलुओं के बारे में कैसे निर्णय लें आप मेरे साथ अवश्य सहमत होंगे कि किसी भी प्रभावी व्यवसाय संगठन के लिए इन दिनों केवल एक अर्थव्यवस्था या एक बाजार पर्याप्त नहीं है या वे एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में विस्तार नहीं करेंगे इसका मतलब है कि वे एक बाजार से संतुष्ट नहीं हैं वे एक बाजार में हैं क्योंकि वह बाजार कई कंपनियों के लिए सुरक्षित नहीं है यदि वे एक बाजार में काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे बाजार में सुरक्षित हैं तो भगवान जानते हैं कि कल कोई बड़ी बहु राष्ट्रीय कंपनी उस क्षेत्र में आ सकती है और उन्हें बाजार खोना पड़ सकता है इसलिए उन्हें देश के भीतर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी वैकल्पिक बाजारों के लिए तत्पर रहना होगा इसलिए समय के साथ साथ विभिन्न निर्णय लेने होंगे और लेखांकन एक ऐसा विषय है जो प्रबंधकों और व्यवसायों के विभिन्न हितधारकों को बहुत प्रासंगिक और उपयोगी निर्णय लेने में मदद करता है उदाहरण के लिए भारत में कहें तो हमारे पास कंपनियां हैं जैसे कि विद्युत क्षेत्र में हमारे पास कंपनी का बहुत बड़ा नाम एंकर है और एंकर एक समय में बहुत बड़े नाम बहुत प्रभावी कंपनी में से एक थी लेकिन एक समय आया जब यह बाजार उदारीकृत हुआ हमने इस वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया कई अमेरिकी और जापानी कंपनियों ने इस बाजार में प्रवेश किया और अंत में एंकर को बाजार में जीवित रहना बहुत मुश्किल लगा और अंत में कंपनी को पैनासोनिक ने अपने कब्ज़े में ले लिया तो इसका मतलब कि एक बड़ा संयुक्त एक बड़ी कंपनी जो एक समय में भारतीय बाजार में अग्रणी थी और आज यह अधिग्रहित कंपनी है यह कंपनी बेची जा चुकी है इसका मतलब है कि वे बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रखी गई प्रतिस्पर्धा को बनाए नहीं रख सकी तो इसका मतलब है कि हमें समय के साथ कई निर्णय लेने होंगे और यहाँ डाटा जिसे वित्तीय और लेखा डाटा कहा जाता है हमें बहुत मदद करता है इसलिए लेखांकन के बिना आप कोई भी व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोच सकते लेखांकन है यदि आप वित्तीय लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो यह हमें रिपोर्टिंग या व्यवसाय के परिणामों के बारे में जानने में मदद कर रहा है आपको इसके बारे में पता होगा या आप यह जानते रहे होंगे कि वित्तीय लेखांकन के तहत हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं हम लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं हम नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते हैं हम धन प्रवाह विवरण तैयार करते हैं ये सभी कथन क्या हैं उनके पास केवल डेटा है और वह डाटा हमें विभिन्न प्रबंधन निर्णयों के लिए जाने में मदद करता है अब हम इस बारे में बात करते हैं कि लाभ कमा रहे है या नहीं लाभ पर्याप्त है या नहीं या हम घाटे में हैं तो नुकसान की दुर्घटना क्या है क्या हम उस नुकसान को लाभ में बदलने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अंततः किसी भी व्यवसाय का अंतिम परिणाम धन को अधिक करना है और हम एक साल या बारह महीने की अवधि में पुष्टि करते रहते हैं कि पिछले बारह महीनों में व्यापार कैसे रहा है इसलिए वित्तीय लेखांकन हमें वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करता है जिसका अर्थ है कि आप जो भी व्यापारिक लेन देन करते हैं वे मौद्रिक लेन देन में परिवर्तित हो जाते हैं हो सकता है कि सभी लेन देन मौद्रिक लेन देन हों मौद्रिक लेन देन खाते की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं और अंत में उन्हें वित्तीय विवरण लाभ और हानि खाते बैलेंस शीट नकदी प्रवाह विवरण में ले जाया जाता है और इसकी मदद से हमें पता चलता है कि समय के साथ व्यापार कैसे बढ़ा है व्यापार कैसे किया है व्यापार ने कैसा प्रदर्शन किया है और अगर इसे प्रदर्शन का स्वीकार्य स्तर कहा जाता है तो ठीक है लेकिन अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो अंततः यह लेखांकन है जो हमें मदद कर रहा है तो आप वित्तीय लेखांकन के बिना व्यवसाय करने के बारे में सोच भी नहीं सकते है ना फिर हमारे पास लागत लेखांकन है इसलिए लागत लेखांकन एक शाखा या क्षेत्र या सीखने का विषय है जहां हम उत्पादों और विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की लागत कैसे आती है यह सीखते हैं देखें अंततः जब हम एक उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं या एक ऐसी सेवा का निर्माण कर रहे हैं जो केवल ग्राहकों के लिए है और इसे बाजार में जाना है अब जब इसे बाजार में जाना है तो इसे बाजार में बेचा जाना है और बाजार में किसी भी उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए आपको एक मूल्य तय करने की आवश्यकता है या होनी चाहिए आप यह जानते होंगे कि यदि मैं उत्पाद का निर्माता हूं यदि कोई भी कंपनी उत्पाद का निर्माता है यदि कोई कंपनी किसी भी सेवा का उत्पादक है किसी सेवा का निर्माता है तो सेवा बनाने की लागत क्या है उस उत्पाद के उत्पादन की लागत क्या है जब तक आप उस उत्पाद को बनाने या उस सेवा को तैयार करने की वास्तविक लागत नहीं जानते तब तक आप उत्पाद की कीमत नहीं लगा सकते इसलिए लागत मूल्य निर्धारण का आधार है लागत निर्धारण के बिना मूल्य निर्धारण संभव नहीं है तो आपको लागत लेखांकन की आवश्यकता है इसके लिए एक पूर्ण विषय है जिसे लागत लेखांकन कहा जाता है जो केवल लागत के संबंध में सभी विभिन्न प्रकार के मुद्दों उत्पाद की लागत सेवाओं की लागत से निपट रहा है जब तक आपके पास लागत है क्योंकि लागत मूल्य निर्धारण का आधार है इसलिए हमें लागत लेखांकन की आवश्यकता है क्योंकि हम एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में हैं क्योंकि आप अपने उत्पाद की कोई भी कीमत नहीं ले सकते हम एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में हैं जिसे ग्राहकों द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जाता है न कि विक्रेताओं द्वारा अर्थव्यवस्थाएं आज बाजार खरीदारों द्वारा नियंत्रित हैं यह अब दुनिया भर में खरीदारों का बाजार है यह विक्रेताओं का बाजार नहीं है यह खरीदारों का बाजार है और ख़रीदार के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं क्रेता के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं आपूर्ति पक्ष में बहुत सुधार हुआ है और यदि कोई भी कंपनी किसी वांछित स्थान मूल्य पर ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है जैसे कि उत्पाद के वांछित गुण तो वे किसी और की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे वे जल्द ही मौजूदा कंपनी के पूर्व ग्राहक बन जाएंगे और वे दूसरी कंपनी में चले जाएंगे यह हो रहा है उदाहरण के लिए आपने दूरसंचार क्षेत्र में देखा है एक बार 10 15 साल पहले की बात करें तो हमारे पास केवल एक कंपनी थी जो दूरसंचार विभाग है जिसे बीएसएनएल में परिवर्तित किया गया था लेकिन आज आप देखते हैं कि बाजार में कितनी कंपनियां हैं जो आपको दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं और अगर आप किसी कंपनी की सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो जैसे कि एयरटेल तो आप वोडाफोन में स्थानांतरित हो जाते हैं अगर आप वोडाफोन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जिओ में स्थानांतरित हो जाते हैं अगर आप जिओ से संतुष्ट नहीं हैं तो कुछ लोग बी एस एन एल में स्थानांतरित हो जाते हैं तो सेवा के आधार पर जिस तरह से सेवा प्रदान की गई है उस आधार पर और सबसे महत्वपूर्ण चीज वह मूल्य है जिस पर सेवा उपलब्ध है या उत्पाद उपलब्ध है यह महत्वपूर्ण है आप इसे उत्पादों या सेवाओं की सफलता या विफलता का आधार कह सकते हैं क्या कारण है आप कम समय में जिओ की सफलता का कारण क्या कह सकते हैं जिओ ने दो बड़ी कंपनियों को वोडाफोन और आइडिया को हाथ मिलाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मजबूर किया क्योंकि उनके लिए बाजार में जिओ द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना संभव नहीं था वोडाफोन यूके की एक बड़ी बहु राष्ट्रीय कंपनी है जिसके दुनिया भर में लाखों ग्राहक है वे एक भारतीय कंपनी द्वारा दी गई प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर सकी दूरसंचार क्षेत्र में एक नई भारतीय कंपनी प्रवेश की क्योंकि उनकी सेवाएं और उनकी सेवा की गुणवत्ता मौजूदा कंपनियों की सेवाओं की तुलना में बहुत सस्ती थी चाहे आप इसे बीएसएनएल कहें एयरटेल कहें वोडाफोनVodafoneकहें आइडिया कहें जो भी कीमत और स्पीड जिओ ने बाजार को दी है मौजूदा कंपनियां ऐसा नहीं कर सकी इसका मतलब यह है कि जिओ बाजार की सेवा कर सकता है और कर रहा है उस कीमत पर जिस पर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सेवा का मूल्य कैसे लगाया चाहिए तो इसका मतलब है यदि आप इस तरह के प्रतिस्पर्धी बाजार में उत्पाद बेचना चाहते हैं तो आपको उत्पाद की कीमत इस तरह से लगानी होगी कि यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो यह सभी गुणों और विशेषताओं से भरपूर है फिर भी यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो और लोगों के पास इसे स्वीकार करने के कारण हो और यह एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है हर जगह एक बड़ी प्रतियोगिता है आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के बारे में बात करें आप इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करें आप ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें या आप घरेलू बाजार के बारे में बात करें जो उपभोक्ता उत्पाद है इसलिए उपभोक्ता उत्पाद उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ ऑटोमोबाइल मतलब कि औद्योगिक उत्पाद हर जगह प्रतिस्पर्धा है इसलिए प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए और प्रतिस्पर्धी स्थिति में बने रहने के लिए हमें सीखना होगा कि उत्पादों की लागत कैसे तय की जाए और न केवल लागत कैसे तय की जाए बल्कि उत्पादों की लागत कम भी की जाए वह भी गुणवत्ता से समझौता किए बिना और अगर आपके पास अपने उत्पादों की लागत का आधार है जो अंततः उत्पादों के मूल्य निर्धारण का आधार बन जाता है तो आपको लागत के लेखांकन की संपूर्ण शाखा की आवश्यकता है और यही तो है लागत लेखांकन और फिर हम प्रबंधन लेखांकन के बारे में बात करते हैं प्रबंधन लेखांकन अपने आप में एक विषय नहीं है इसके पास वित्तीय लेखांकन जैसी अपनी कोई तकनीक नहीं है इनमें उचित अंतर है आमतौर पर सहमत लेखांकन सिद्धांत फिर संपूर्ण विषयों को विकसित करने के अपने साधन और वित्तीय लेखांकन की विभिन्न तकनीकों के आधार वित्तीय लेखांकन के तहत हम लेन देन व्यवसाय लेन देन के बारे में बनाते है हम उन लेन देन को पत्रिका खाता बही तलपट और वित्तीय विवरणों में ले जाते हैं हम नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते हैं और फिर हम धन प्रवाह विवरण तैयार करते हैं इसलिए वे सभी बनाए गए हैं यह सभी जानकारी तकनीकों पर वित्तीय लेखांकन के तहत बनाई गई है यह एक पूर्ण विषय है जिसका अपना आधार और अपनी तकनीक और विधियाँ हैं इसी तरह यदि आप लागत लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो यह भी एक बहुत ही पूर्ण विकसित विषय हैं इसकी अपनी तकनीकें हैं इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों की लागत के लिए अलग अलग तकनीकें हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्पादों की लागत के लिए तकनीक है इसमें उपभोक्ता उद्योगों में उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और निर्माण उद्योगों में भी उत्पादों की लागत पता करने के लिए लागत तकनीक है हमारे पास अलग अलग लागत तकनीकें हैं तो इसकी अलग अलग तकनीकें अलग अलग विधियाँ और प्रणालियाँ हैं तो यह सीखने का एक पूर्ण मूल वास्तविक विषय है लेकिन प्रबंधन लेखांकन क्या है लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन की तरह प्रबंधन लेखांकन की अपनी तकनीक विधियाँ और अपनी प्रणालियाँ नहीं हैं यह वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की तकनीकों से उधार लेता है आंशिक रूप से यह तकनीकों को डाटा को जो जानकारी वित्तीय लेखांकन द्वारा प्रदान की जाती है और जो जानकारी लागत लेखांकन द्वारा प्रदान की जाती है को उधार लेता है यह लेखांकन की पहली दो शाखाओं पर पूरी तरह से निर्भर है अगर कोई वित्तीय लेखांकन डेटा नहीं है यदि कोई लागत लेखांकन डाटा नहीं है तो आप निर्णय लेने के विषय के रूप में प्रबंधन लेखांकन का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए प्रबंधन लेखांकन के तहत संपूर्ण निर्णय वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन पर आधारित है प्रबंधन लेखांकन में निर्णय की विभिन्न तकनीकें होती हैं जो किसी भी डेटा या जानकारी को उत्पन्न नहीं करती हैं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के तहत डेटा या जानकारी उत्पन्न होती है लेकिन संबंधित प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उस डेटा का उपयोग कैसे करें इसका मतलब है कि प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों के तहत इसे कैसे सीखा जा सकता है यह निर्णय लेने में मदद करता है ना कि किसी भी डाटा की उत्पत्ति में जानकारी में और किसी भी तरीके की मात्रात्मक प्रवाह में यह केवल उन सूचनाओं का उपयोग कर रहा है जो बैलेंस शीट लाभ और हानि और लागत विवरणों में उपलब्ध है और विभिन्न तरीकों की मदद से वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन मैं जो भी जानकारी उत्पन्न होती है वह प्रबंधन लेखांकन में प्रभावी रूप से उपयोग की जा रही है तो यहाँ हम इस बारे में जानेंगे कि वित्तीय लेखांकन जानकारी का सही उपयोग कैसे किया जाए लागत लेखांकन जानकारी का उचित उपयोग कैसे करें और कैसे और किस तरह से इस जानकारी का उपयोग रोज़ाना प्रबंधन निर्णय लेने में किया जा सकता है क्योंकि व्यवसाय जटिल है यह न केवल उस उत्पाद की लागत के बारे में है बल्कि हमें आगे सीखना है कि लागत को कैसे कम किया जाए और वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की विभिन्न प्रकार की लागतों की जानकारी का उपयोग करके जिसे हम प्रबंधन लेखांकन में सीखते हैं लेकिन लागत लेखांकन के बिना प्रबंधन लेखांकन संभव नहीं है और लाभ और हानि खातों बैलेंस शीट और अन्य विवरणों द्वारा हमें क्या जानकारी प्रदान की जाती है वित्तीय लेखांकन केवल ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है लाभ और हानि खातों की बैलेंस शीट की और कुछ नहीं यह आपको और कुछ नहीं देता है प्रबंधन लेखांकन शुरू होता है जहां वित्तीय लेखांकन समाप्त होता है प्रबंधन लेखांकन शुरू होता है जहां लागत लेखांकन समाप्त होता है इसलिए हमें यहां यह सीखना होगा कि आज की दुनिया में सूचना का उत्पादन पर्याप्त नहीं है यह पहले था लेकिन आज की दुनिया के लिए यह संभव नहीं है जो भी हो लेखांकन के दो सेटस के तहत उत्पन्न जानकारी लेखांकन की दो प्रमुख शाखाओं उस जानकारी का उचित तर्कसंगत और प्रभावी उपयोग करना ताकि बहुत ही प्रभावी प्रबंधन की सुविधा हो इसे हम प्रबंधन लेखांकन में सीखेंगे अब क्या जरूरत है और यह अनुशासन कैसे विकसित हुआ है सिर्फ दो मिनट में मैं आपके साथ चर्चा करुंगा कि शुरू में जब हमने सदियों पहले व्यापार करना शुरू किया था तो आपने सुना होगा कि हमारे पास दो लेखा प्रणालियाँ थी जो कि एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली और दोहरी लेखा प्रणाली है एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली के तहत यह बहुत ही सरल लेखा प्रणाली थी यह कि आप विवरण के एक तरफ सभी स्रोतों को डाल रहे हैं जहां से धन आ रहा है और दूसरी तरफ जहां से धन निकल रहा है और हम इस अंतर की गणना कर रहे हैं हम व्यापार में आने वाली किसी भी चीज़ की केवल एक प्रविष्टि कर रहे हैं केवल एक प्रविष्टि यदि कुछ भी व्यवसाय से बाहर हो रही है तो केवल एक प्रविष्टि खातों की पुस्तकों में लेकिन इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं थी जैसे कि जब कोई लेन देन व्यापार में होता है तो इसका केवल एक या एकल प्रभाव नहीं होता है इसका दोहरा असर हुआ यदि सामग्री आ रही है तो उस सामग्री को छोड़ने के लिए व्यवसाय नकद बाहर जा रहा है क्योंकि वह सामग्री मुफ्त नहीं है हमने इसे ख़रीदा है इसलिए हर लेन देन का दोहरा प्रभाव क्यों नहीं है इसलिए एकल प्रवेश प्रणाली के बाद हमारे पास लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली थी और आज वित्तीय लेखांकन दोहरे प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर आधारित है जिसे फ्रा लुका पैकियोली द्वारा विकसित किया गया था वह एक इतालवी व्यापारी था और उसने 17वी सदी में विकसित किया था उन्होंने दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर एक किताब लिखी और उसके बाद दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा इस प्रणाली को समझा गया और इसे लेखांकन के पूर्ण विकसित विषय के रूप में स्वीकार किया गया मैं वित्तीय लेखांकन के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं इस प्रकार यहाँ उद्देश्य केवल यह याद रखना है कि आज जो भी वित्तीय लेखांकन जानकारी लाभ हानि खातों वित्तीय विवरण के माध्यम से उत्पन्न होती है वह दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली पर आधारित है और जब आप पत्रिका खाता बही तलपट में लेन देन दर्ज करते हैं और लाभ हानि खाता वित्तीय विवरण नकदी प्रवाह विवरण और निधि प्रवाह विवरण तैयार करते हैं अधिकतम आप कुछ निश्चित अनुपातों की गणना करके या नकदी प्रवाह विवरण और निधि प्रवाह विवरण तैयार करके उस जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन इससे अधिक आप वित्तीय लेखांकन का बेहतर उपयोग नहीं कर सकते वित्तीय लेखांकन की एक और सीमा यह है कि यह एक ऐतिहासिक प्रकृति का है जब आप लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं जो कि वर्ष के अंत में तीन महीने के अंत में छह महीने के अंत में हो सकता है आपको व्यवसाय के परिणाम के बारे में तब पता चलता है जब कार्रवाई हो चुकी होती है या परिणाम पहले ही आ चुके होते हैं आप उन परिणामों को नहीं बदल सकते यदि व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया है और जो निश्चित चिन्ह तक नहीं है आप पिछली अवधि के लिए लाभ नहीं बढ़ा सकते हैं हां आप भविष्य में चीजों को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं यदि व्यवसाय में नुकसान हुआ है और आपको बारह महीने के बाद पता चलता है तो तीन या छह महीने में आप उस नुकसान को लाभ में नहीं बदल सकते हां आप वर्ष के समय की अगली शेष अवधि के लिए उचित या सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं इसलिए वित्तीय लेखांकन की एक और सीमा यह है कि यह बहुत उपयोगी जानकारी उत्पन्न करता है लेकिन यह पूरी जानकारी ऐतिहासिक है तो शुरू में 17वीं सदी में 18वीं सदी में और 19वीं सदी की शुरुआत मैं या 19वीं सदी के दौरान जब कारोबार बहुत प्रतियोगी प्रकार का नहीं था वित्तीय लेखांकन से कार्य चल रहा था हमने किसी अन्य लेखांकन की शाखा के बारे में कभी नहीं सोचा था लेकिन समय के साथ साथ हमने व्यवसायों की जटिलताओं को देखना और अनुभव करना शुरू कर दिया क्योंकि समय के साथ व्यवसाय वैश्विक होने लगे कंपनी एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने लगी एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था हमारे पास बहु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों बहु राष्ट्रीय कंपनियों विश्व कंपनियों ट्रांसनेशनल कंपनियों की अवधारणा थी तो यह प्रतियोगिता को तेज करता है भारत में उदाहरण के लिए 1991 के बाद से जब तक हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं थे तब तक केवल भारतीय कंपनियां बाजार में काम कर रही थीं चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र लेकिन यह बाजार केवल भारतीय कंपनियों के लिए खुला था बहुत कम विदेशी कंपनियां बाजार में काम कर रही थीं लेकिन बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से लेकिन जब हमने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए इस अर्थव्यवस्था को खोला तो हमने वैश्वीकरण उदारीकरण को स्वीकार किया और भारत में आने वाली किसी भी बहु राष्ट्रीय कंपनी के लिए इस अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से खुला बनाया गया इसलिए इसने प्रतियोगिता को तेज किया जब यह प्रतियोगिता इतनी तेज हो गई तो इसका मतलब है कि कोई भी उत्पाद या सेवा जो अर्थव्यवस्था को खोलने से पहले किसी कीमत पर हमारे लिए उपलब्ध थी और उस सेवा या उस उत्पाद को भारतीय कंपनियों द्वारा प्रदान किया जा रहा थावह मूल्य जो वे वैश्वीकरण से पहले 1991 से पहले ले रहे थे वे 1991 के बाद वही कीमत लेने में सक्षम नहीं थे क्योंकि कुछ कुशल और बेहतर खिलाड़ी बाजार में आए और उस खिलाड़ी ने कम और प्रभावी कीमत पर बहुत ही कुशल उपयोगी उत्पाद प्रदान करना शुरू कर दिया तो क्यों लोगों को मौजूदा कंपनी से उत्पाद खरीदना जारी रखना चाहिए अगर यह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब कुशल उत्पाद कीमत के आधे पर उपलब्ध है या अधिक कुशल उत्पाद उसी कीमत पर उपलब्ध है तो इसीलिए लोगों ने शुरू किया घरेलू या भारतीय कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं को बहु राष्ट्रीय कंपनियों से स्थानांतरित करना आज आप हर क्षेत्र में देखते हैं कि भारत में बहु राष्ट्रीय कंपनियां चल रही हैं आपके पास ऑटोमोबाइल हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हैं आपके पास उपभोक्ता ड्यूरेबल्स हैं आपके पास अन्य उपभोक्ता ड्यूरेबल्स हैं जिनका आपके पास उपभोक्ता क्षेत्र है हर जगह आपको बहु राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद मिल रहे हैं और भारतीय कंपनियां बाजार से बाहर जा रही हैं क्योंकि वे ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे मूल्य उत्पाद की गुणवत्ता को चार्ज करते हैं जो वह प्रदान करते थे वे ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे और जब बहु राष्ट्रीय कंपनियां आईं और फिर बहु राष्ट्रीय उत्पादों के ग्राहक तो निश्चित रूप से ग्राहकों को देश की नई बहु राष्ट्रीय कंपनीयो में स्थानांतरित होने का कारण था तो इसका मतलब है कि क्या हुआ यहाँ हमें पता चलता है कि भारतीय कंपनियों की लागत प्रणाली ख़राब थी इसी तरह यह दोष पूर्ण लागत प्रणाली या उस लेखांकन और लागत प्रणाली में चुनौतियाँ न केवल एक अर्थव्यवस्था स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी सामना कर रही हैं आपने 1930 के दशक की वैश्विक मंदी के बारे में सुना होगा 1930 की वैश्विक मंदी क्या है 1930 की उस वैश्विक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा और इसने लेखांकन के एक और विषय के विकास की आवश्यकता बताई जिसे बाद में लागत लेखांकन नाम दिया गया जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करुंगा तो इसका मतलब यह है कि शुरू में हमारे पास वित्तीय लेखांकन था व्यवसाय बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं था और सभी कंपनियों के उसी बाजार के चारों ओर कारोबार करना आसान था जहां से कंपनियां चल रही थीं इसलिए वित्तीय लेखांकन आवश्यकता की पूर्ति करता है लेकिन जब व्यापार प्रतिस्पर्धी हो गया और कभी कभी दुनिया की मंदी के कारण लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई फिर दुनिया भर के व्यवसायों द्वारा यह सोचा गया कि नए विषय को विकसित किया जाना चाहिए जो हमें लागत की गणना करने और लागत को कम करने के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करता है और इसके परिणामस्वरूप लेखांकन की दूसरी शाखा लागत लेखांकन का विकास हुआ लागत लेखांकन और इसके विकास के बारे में और वित्तीय लेखांकन से लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन के आगे आंदोलन के बारे में और मैं आपके साथ कक्षा में चर्चा करुंगा